वापसी पर स्वागत है हम सिद्धांतों और नैतिक निर्णय लेने में इनके अनुप्रयोगों पर चर्चा जारी रखेंगे आज के सत्र में हम एक विशेष मामला लेने जा रहे हैं जिससे हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम उपयोगितावाद अधिकारों और कर्तव्य नैतिकता और सदाचार नैतिकता को लागू करते हैं और एक ही समस्या को विभिन्न दृष्टिकोणों और अलग अलग व्याख्याओं के आधार पर देखेंगे कि हमें किस पर ध्यान देते हैं किसे हम प्राथमिकता देंगे एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत को कैसे प्रभावित करता है और कैसे हम समस्या का जवाब देते हैं तो आइये हम देखते हैं हम एक उदाहरण लेते हैं एक रासायनिक संयंत्र जो एक छोटे से शहर के पास है और जो भूजल में खतरनाक अपशिष्ट का निर्वहन करता है तो कृपया ध्यान दें कि यह एक छोटे शहर के पास एक रासायनिक संयंत्र है जो खतरनाक अपशिष्ट को भूजल में निर्वहन करता है यदि शहर में कुओं से पानी लेता है तो ये शहर के लिए पानी की आपूर्ति से एक समझौता होता है क्योंकि समुदाय के लोगों को खतरनाक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं इसलिए जब हम सही नैतिकता की बात करते हैं तो यह इंगित करता है कि यह प्रदूषण सुनिश्चित करने के लिए नगरपालिका की आवश्यक लागतों से अधिक हो जायेगा इसलिए जब आप लागत लाभ विश्लेषण करते हैं तो वहां हम यह भी देखते हैं कि संयंत्र को जो भी आर्थिक लाभ मिलने वाले हैं वे लागत में शामिल प्रदूषण की सामाजिक लागत या नगरपालिका द्वारा पानी की आपूर्ति से बहुत अधिक होगी और यह उन लाभों से कहीं आगे निकल जाएगा जो लाभ इस संयंत्र को मिल रहा है गुण नैतिकता शुरू होती है कि कौन सा निर्णय सही है जो सिद्धांत चुनने जा रहे हैं जो निष्कर्ष हम चुनने जा रहे हैं क्या वे सही हैं और कौन से ऐसे निष्कर्ष हैं जिसे हम नहीं मान सकते तो आइए हम इन समस्याओं को भी देखते हैं तो यहां हम एबरडीन 3 रसायनों के संपर्क वाले श्रमिकों की सुरक्षा के महत्व को समझाने के लिए बहुत ही सटीक मामला है एबरडीन ने यह साबित करने के लिए यू एस सेना के हथियारों का विकास और परीक्षण केंद्र है जो मैरीलैंड में एक सैन्य अड्डे पर स्थित है जहां असैनिक कर्मचारियों की पहुंच नहीं है विश्व युद्ध 2 के बाद से एबरडीन प्रक्रियाओं के विकास के प्रभारी थे 1983 और 1986 के बीच पायलट प्लांट के निरीक्षण में देखा गया कि प्लांट की सुरक्षा को गंभीर खतरा था इन खतरों में खुले कंटेनर में रखे कार्सिनोजेनिक शामिल थे जो उसी कमरे में रखे किसी अन्य रसायन के साथ मिश्रित होने पर बहुत घातक हो सकते हैं और वहां जहरीले रसायनों के बैरल भी थे जो लीक कर रहे थे और अन्य रसायनों कंटेनर रखे हुए थे जिनमे लेबल नहीं लगा हुआ था वहां सल्फ्यूरिक एसिड का खुलासा किया जहाँ रसायन रखे हुए थे 1988 के जून में तीन इंजीनियर प्रबंधकों को RCRA के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया गया था जो कि संसाधन संरक्षण है और वसूली अधिनियम RCRA 1976 में कांग्रेस द्वारा पारित किया गया था जो कचरे से महत्वपूर्ण संसाधनों की वसूली के लिए प्रोत्साहन देने के लिए बनाया गया था संसाधनों का संरक्षण और खतरनाक कचरे के निपटान है

और वे पायलट संयंत्र में स्वीकार्य प्रथा के अनुसार चीजों को करने लगे दिलचस्प बात यह है कि चूंकि यह एक आपराधिक मुकदमा था इसलिए उनके सेना बचाव में मदद नहीं कर सकती थी और उनमें से प्रत्येक को खुद को बचाने के लिए बहुत पैसे खर्च करने का पड़े 1989 में 3 अभियंता प्रबंधकों को खतरनाक कचरे का भंडारण उपचार और निपटान के आरोप में गैरकानूनी तरीके से सजा देने की कोशिश की गई थी लेकिन चूँकि इस बात की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली कि वास्तव में ये तीनों ही असुरक्षित तरीके से रसायनों को संभालने वाले प्रबंधक थे लेकिन अंततः प्रबंधकों के रूप में तीनों ही इस बात के लिए जिम्मेदार थे कि प्लांट में बिना सुरक्षा उपकरणों के इन रसायनों को कैसे संग्रहीत किया गया था इन अपराधों के लिए संभावित जुर्माना 15 साल तक की जेल और 750000 डॉलर का जुर्माना था गेप डी प्रत्येक दोषी पाए गए और उन्हें तीन साल की परिवीक्षा की और और 1000 घंटे की सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई गई अदालत की तरफ से सजा में इस उदारता के बदले उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पडी तो इस मामले पर आधारित जो हम देख सकते हैं इसमें चर्चा की अलग अलग परतें हैं जिसे हम देख सकते हैं इसमें विभिन्न पक्ष शामिल हैं इसमें विभिन्न हितधारक शामिल हैं सबसे पहले पायलट प्लांट और उसके बाद रसायनों को संग्रहीत किया जाना इसमें शामिल है तीसरा वह स्थान है जहां का पर्यावरण प्रभावित हो रहा है और इसके लिए केवल वे तीन व्यक्ति ही असुरक्षित रखरखाव के लिए जिम्मेदार है और उनके पास खुद का बचाव करने के अधिकार हैं इसलिए यदि इसे हम थोडा उदार होकर देखे तो हमें इसका एक और पहलू भी दिखता है इसके लिए हम शुरू से इस मामले को देखने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि हथियारों के विकास और परीक्षण के लिए जगह मैरीलैंड के एक सैन्य अड्डे पर स्थित थी जिसमे नागरिकों या गैर कर्मचारियों का प्रवेश वर्जित था इसलिए गेप्प का इस्तेमाल रासायनिक हथियारों के विकास और परीक्षण के लिए किया जा रहा था कुछ रसायनों के भंडारण और निपटान के लिए भी एबरडीन का उपयोग किया जाता था लेकिन प्लांट के अंदर चीजों को कैसे संसाधित किया जाता था और यह वहां कैसे चल रहा था जहां नियत प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था इस सम्बन्ध में किसी को कई जानकारी नहीं थी इसलिए इस मामले में पायलट संयंत्र रासायनिक हथियारों के निर्माण की प्रक्रिया को विकसित करने के प्रभारी थे तो 1983 और 1986 के बीच इन प्लांट्स के निरीक्षण में पाया गया कि वे उनकी सुरक्षा गंभीर खतरे में है इसके अलावा अन्य खतरों को भी सूचीबद्ध किया गया था अब यहां सवाल उठता है कि इस खतरे के लिए जिम्मेदार कौन है अगर हम लागत की उपयोगितावादी के परिप्रेक्ष्य में देखते है तो हम पाते है कि बड़े पैमाने पर समाज को इस असुरक्षित प्रक्रियाओं द्वारा नुकसान पहुंचाता है और यह इन लोगों की गैरजिम्मेदाराना हरकत हो सकती है कि चीजें किस प्रकार से संग्रहीत की गई थीं और चीजों को बहुत असुरक्षित तरीके से संग्रहीत करने से तथा सुरक्षित प्रक्रियाओं पालन न करने और लागत को बचाने के कारण होने वाले लाभ के बदले उन्होंने किसी को धनराशि का भुगतान किया होगा और जो कि अधिकांश लोगों से संबंधित और बड़े पैमाने पर पर्यावरण की सुरक्षा से सम्बंधित है उपयोगितावादी दृष्टिकोण से हम यह कह सकते हैं कि हां ये लोग जिम्मेदार हैं और उनकी इस कार्य की सामाजिक लागत उनके उस लाभ की तुलना में बहुत अधिक है जो लाभ उन्हें सुरक्षित कार्य तथा भंडारण की उचित प्रक्रियाओं का पालन न करके समय और धन की बचत होने के कारण लागत कम होने से हुआ और उनको इस असुरक्षित कार्यों के लिए ज़िम्मेदार ठहराने का एक सही निर्णय है लिया गया और उन पर जुर्माना लगाया गया लेकिन फिर से अगर हम अधिकारों और कर्तव्यों के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हम देखते हैं कि जून 1988 में 3 इंजीनियर मैनेजर जिन्हें RCRA के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया गया और इसलिए यहाँ तीनों प्रबंधक दावा कर रहे थे कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि संयंत्र में भंडारण का कार्य पायलट संयंत्र की स्वीकृत प्रथाओं के अनुसार गैरकानूनी है तो अब क्या होता है इन लोगों में से 2 लोग जो प्रक्रिया से अनजान थे वे नहीं जानते थे कि कैसे यह भंडारण का तरीका अवैध हैं और उन्होंने वही किया जो वो सोचते थे कि किया गया कार्य स्वीकृत प्रथाओं के अनुसार था लेकिन यह उनके सवाल का जवाब नहीं है यदि वे संबंधित कर्तव्य नहीं जानते थे कि यह अवैध है तो उन्होंने इसके लिए किसी से पूछा क्यों नहीं क्या वे आरसीआरए एक्ट से अनभिज्ञ थे यदि काम आरसीआरए के दिशानिर्देशों का पालन न करके किया गया है तो उन्हें ऐसी कौन से चीज रोक रही है इन बातों के बारे में ना बताने के लिए उन्होंने असुरक्षित प्रक्रियाओं के बारे में आवाज़ क्यों नहीं उठाई कि वहां खतरनाक गतिविधियाँ संचालित हो रहीं है क्योंकि हम जानते है कि एक इंजीनियर का प्राथमिक कर्तव्य बड़े पैमाने पर जनता की सुरक्षा के उपाय और पर्यावरण की देखभाल है और यदि कोई खतरनाक गतिविधियाँ संचालित हो रही तो उसकी रिपोर्ट करे इसलिए फिर से जब आप उनके अधिकारों के अनुसार देखते हैं तो जैसा आपको बताया जा चुका है कि उन्हें अपने आप को बचाने और अपनी अज्ञानता साबित करने का पूरा अधिकार है और उन्होंने वही अभ्यास किया जो आम तौर पर होता है जो कि शायद सही नहीं भी था लेकिन उन्होंने सही तथ्यों को जानने और किसी भी विसंगति के बारे में रिपोर्ट करने का कर्तव्य जो उनके पास है उसे भी पूरा नहीं किया फिर से हम यहाँ देखते हैं तो हम पाते है कि दिलचस्प बात यह है कि यह एक आपराधिक अभियोजन था तो सेना प्रबंधक के बचाव की लागत को कम करने में सेना भी मदद नहीं कर सकती थी और उनमें से प्रत्येक खुद के बचाव के लिए मोटी रकम खर्च कर रहा था यहाँ शायद अगर हम कुछ हद तक फिर से सोचें कि एक कर्मचारी होने के नाते उन्हें उनके बचाव के लिए उनके संगठन से समर्थन पाने के अधिकार है तो क्या सेना का यह कर्त्तव्य नहीं था को वो अपने कर्मचारियों के लिए उनके बचाव में होने वाला भुगतान करे इसलिए जब आप नियोक्ता के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बात कर रहे हों और जब उन अधिकारों और कर्तव्यों का उचित तरीके से निष्पादन भी किया गया हो तब शायद ये सही जगह है क्योंकि ये लोग नागरिक हैं और वे सेना थे और यह एक अपराधिक अभियोग और इस नीति स्तर चर्चा या विसंगतियों के कारण नियोक्ता अधिकारों और कर्तव्यों और कर्मचारी अधिकारों और कर्तव्यों का उचित तरीके से पालन नहीं किया गया है इसलिए 1989 में 3 इंजीनियर प्रबंधकों को खतरनाक कचरे का अवैध रूप से भंडारण उपचार और निपटान के लिए दोषी ठहराया गया था लेकिन इस बात का कोई सुराग नहीं मिला कि रसायनों को असुरक्षित तरीके से रखने वाले वास्तव में यही लोग थे लेकिन प्लांट के प्रबंधकों के रूप में अंततः तीनों ही इस बात के लिए जिम्मेदार थे कि रसायनों को कैसे संग्रहीत किया जाए और सुरक्षा उपकरणों का रखरखाव कैसे किया जाये तो यह पंक्ति महत्वपूर्ण है हम यह नहीं बता सकते हैं कि यह हमारी कर्तव्य जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं है क्योंकि इंजीनियरों का प्राथमिक कर्तव्य बड़े पैमाने पर जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा खतरनाक घटनाओं को कम करना है तो भले उन्होंने ये काम सीधे तौर पर नहीं किया है पर चूँकि वे प्रबंधक हैं इसलिए उन्हें असुरक्षित कार्यों की जिम्मेदारियां भी उठानी होगी इन अपराधों के लिए संभावित जुर्माना 15 साल तक की जेल और डॉलर 750000 तक का जुर्माना था गेप डी दोनों ही दोषी पाए गए और 3 साल की परिवीक्षा की और 1000 घंटे की सामुदायिक सेवा की सजा हुई अदालत की तरफ से सजा में इस उदारता के बदले उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पडी और इसलिए जब बात दर्द और नुकसान के बंटवारे की आती है तो शायद आप दोषी पार्टी के लिए काम करना बंद कर दें इसलिए क्योंकि वे अदालत के मामलों पर पहले ही बहुत बड़ी राशि खर्च कर चुके थे तो यह रोने वाली बात थी कि 15 साल के लिए परिवीक्षा और डॉलर 750000 तक का जुर्माना भी देना था और वह भी तब जबकि उनके पास कोई सबूत नहीं था कि वे इन सब में वे सीधे सीधे जिम्मेदार है लेकिन प्रबंधक होने के नाते ये उनकी जिम्मेदारी थी और इसके लिए वे पहले ही बहुत हद तक नुकसान भुगत चुके हैं हालांकि हम यह नहीं बता सकते हैं कि यह बराबर है और हम यह भी नहीं सोच सकते हैं कि अदालत के मामलों में दर्द का बराबर बराबर बंटवारा हो सकता है तो यहाँ जुर्माना कुछ हद तक कम हो गया था और अब यह जुर्माना परिवीक्षा तथा 1000 घंटे सामुदायिक सेवा का था यह उन तीनों पर अन्याय नहीं हो इस बात को संतुलित करने के था और यहाँ फिर से न्याय और निष्पक्षता का सवाल आता है तो यह एक दूसरा सिद्धांत है जिसमें हम न्याय और प्रक्रियाओं की निष्पक्षता की बात करते हैं जहाँ परिणाम सही होता है और प्रक्रिया भी सही होती है जब हम प्रक्रियात्मक न्याय और वितरणात्मक न्याय की बात करते हैं तो जिस तरह से यह दिया गया था और जो जुर्माना दिया गया उसका एक उचित तरीके में होने की जरुरत थी तथा उसे सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए संतुलित करना था और यह भी पता लगाना चाहिए था कि क्या इस प्रक्रिया में निष्पक्षता है चाहे वह उचित हो या न हो इसीलिए इसे न्याय प्रक्रिया का इसलिए जहाँ तक वितरणात्मक न्याय का सवाल इसको ध्यान में रखा जाता है क्योंकि अदालत की प्रक्रिया में वे पहले ही एक बड़ी राशि खर्च कर चुके हैं और इसलिए इसे सामुदायिक सेवा और परिवीक्षा के 3 साल के जुर्माना लगा कर संतुलित किया गया है यदि हम प्रक्रियात्मक न्याय की बात करते हैं तो हाँ उन्हें अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी चाहिए और यह कहा जा सकता है कि हमने प्रक्रियात्मक न्याय और प्रक्रियाओं की निष्पक्षता से ऊपर उठकर अधिकार और कर्तव्य को प्राथमिकता दी है क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि वे वहां नहीं थे और इसका कोई प्रत्यक्ष भी नहीं है कि ये लोग दोषी थे तो फिर उन्हें दोषी क्यों ठहराया जाना चाहिए यह ऐसा करने की सही प्रक्रिया नहीं है अगर हम फिर से इस मामले को दूसरे तरीके से लेते हैं क्योंकि वे प्रबंधक के पद में हैं और बड़े पैमाने पर जनता की सुरक्षा का ध्यान रखना इंजीनियरों का प्राथमिक कर्तव्य है और वे यह नहीं बोल सकते कि वे इस असुरक्षित प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल थे या नहीं लिहाजा इसके लिए उन्हें स्वयं ही जिम्मेदारी उठानी होगी क्योंकि उनके प्रमुख कर्तव्य का एक हिस्सा है इसलिए यहां पर आपका कर्तव्य अन्य बातों से ऊपर हो जाता है और यही नैतिक निर्णय लेने का एक दूसरा तरीका भी है तो संदर्भ के लिए अन्य सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित है हम इसका संदर्भ बाद के व्याख्यान में लेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि व्यक्तियों के निर्णय लेने और उस निर्णय को लेने में उन्हें किस दुविधा का सामना करना पड़ता है जब हम भविष्य के मामलों पर चर्चा करते हैं हम इन सिद्धांतों पर फिर से चर्चा करेंगे क्योंकि कभी कभी किसी व्यक्ति द्वारा लिया गया निर्णय इस पर निर्भर करता है कि वह व्यक्ति नैतिक विकास के किस चरण में पहुँच चुका हैं हम उस स्थिति में पहुंचकर किसी समस्या की कल्पना कैसे कर सकते है जो एक नैतिक रूप से परिपक्व व्यक्ति करता है यही बात कोहलबर्ग और नैतिक तर्क यही वे समस्या है जिनके कारण हम नैतिक दुविधा में होते हैं और शायद अगर आपके पास तर्क हैं तो इसके लिए अपने समाधान निकालें और हम पाते हैं कि इस दुविधा के कारण आपके विचारों में मतभेद हो रहा है तो फिर आप कैसे इसे हल करने की कोशिश करेंगे और अपना अंतिम निर्णय लेंगे और यही बात है जो कि फेस्टिंगर द्वारा सुझाई गई है और इसके लिए एक अलग अच्छा मॉडल पथ है इस थ्योरी पर वापस आएं और अपनी बाद के व्याख्यानों में और इसे हम बार बार देखेंगे तथा इस पर और अधिक अनुमानों के साथ काम किया जाएगा इस पाठ्यक्रम में हम प्रत्येक व्याख्यान के अंत में चर्चा करेंगे या शायद दो या तीन व्याख्यानों के अंत में हम इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि जब तक हम और छोटे मामले कि स्थितियों पर चर्चा नहीं करेंगे हम उस दुविधा को नहीं समझ पाएंगे जिसके कारण ये हितों का टकराव हो रहा है और हम कैसे एक नैतिक निर्णय ले सकते हैं यह नैतिक निर्णय लेने के स्तंभों पर आधारित है हम शायद संज्ञानात्मक विकारों के सिद्धांतों के आधार जो कि विकास के चरणों पर आधारित है के आधार पर नैतिक दुविधाओं को हल कर सकते हैं या हो सकता है कोई अन्य सिद्धांत जिन्हें हम देखने जा रहे हैं और इनका उत्तर देने के लिए एक समाधान खोजने की कोशिश करते हैं और हम किसी नतीजे पर पहुँचने की कोशिश करेंगे जिससे कमोबेश सभी हितधारक जो जुड़े हुए उनके लिए फायदेमंद हो धन्यवाद और हम अगले व्याख्यान में मिलते है धन्यवाद